छात्रों आपका स्वागत है तो हम बजट प्रक्रिया बजट और बजटीय नियंत्रण और कैसे बजट व्यावसायिक संगठनों में व्यावहारिक अर्थों में प्रबंधन निर्णय लेने में मदद करता है के बारे में जानने की प्रक्रिया में हैं सही है ना तो पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि बजट मास्टर बजट हैं जिसके दो घटक हैं एक परिचालन बजट है और दूसरा वित्तीय बजट है अंतिम परिणाम परिचालन बजट है जो बिक्री पूर्वानुमान के साथ शुरू होता है और बजटीय लाभ और हानि खाते की तैयारी के साथ समाप्त होता है वित्तीय बजट के मामले में हम नकद बजट शुरू करते है और अंतिम परिणाम बैलेंस शीट बजट तैयार करना होता है है ना इसलिए परिचालन बजट और अंतिम परिणाम के बारे में जानने के बाद जो कि बजटीय लाभ और हानि खाते को तैयार करके मिलता है अब मास्टर बजट का दूसरा घटक पूंजीगत बजट होता हैं जिसके दो उप घटक होते हैं नकद बजट और बजटीय बैलेंस शीट जब आप पूंजीगत बजट तैयार करते हैं है ना हम यह कहते हैं कि हम विभिन्न परिसंपत्तियों अचल संपत्तियों का अधिग्रहण करते हैं हम जमीन संयंत्र भवन मशीनरी सब कुछ हासिल कर लेते हैं और इन परिसंपत्तियों को कहां दिखाया जाता है इन परिसंपत्तियों को अंत में एक साधन में दर्ज करना होगा जिसे बैलेंस शीट के रूप में बुलाया जाता है इसलिए जब आप इन परिसंपत्तियों को खरीदते हैं तो आपको उसके लिए नकदी की व्यवस्था करनी होती है या आपको उसके लिए निधि की व्यवस्था करनी होती है तो जब आप उस के लिए निधि की व्यवस्था करते हैं तो संगठन में निधि प्रवाह होता है और जब हम विभिन्न अचल संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए भुगतान करते हैं तो क्या निधि संगठन से बाहर निकल जाती है व्यवसाय संगठन से बाहर सही है ना तो निधि का कुल खाता जोकि नकद बजट या नकद प्रवाह विवरण में रखा गया है तो यह विशुद्ध रूप से वित्तीय बजट है या इसका अर्थ है कि बजट के वित्तीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम बजट तैयार करते हैं जो कि नकद बजट है और अंतिम परिणाम बजटीय बैलेंस शीट है अब हम परिचालन बजट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जब आप परिचालन बजट के बारे में बात करते हैं तो आप यहां किस बारे में बात कर रहे हैं आपको कई उप बजट तैयार करने होंगे क्योंकि मास्टर बजट मूल रूप से एक व्यापक दस्तावेज है जिसे इतनी आसानी से तैयार करना संभव नहीं है क्योंकि इसके बहुत छोटे छोटे घटक हैं जिनके लिए आपको अनुमान लगाने और बजट तैयार करने की आवश्यकता है इसलिए जब आप बिक्री बजट तैयार करते हैं जब आप बिक्री बजट तैयार करते हैं तो उस बिक्री बजट का मूल आधार क्या होता है इसके दो घटक होंगे एक घटक पूर्वानुमानित बिक्री होगा कि जनवरी से मार्च तक अगले तीन महीनों में आप बाजार में कितनी बिक्री प्राप्त करना या पाना चाहते हैं मासिक स्तर पर हम तैयार करेंगे जनवरी के महीने में हम इसे इतना बेचेंगे फरवरी के महीने में हम इसे इतना बेचेंगे मार्च के महीने में हम इसे इतना बेचेंगे और कुल योग तिमाही के लिए कुल तिमाही बजट बन जाएगा तो यह एक हिस्सा है जिसे हम देखते हैं कि हम बेचने जा रहे हैं अब आपको बिक्री बजट का दूसरा घटक यह देखना होगा तो यह बहुत स्पष्ट है कि जब आप इसे बेचने जा रहे हैं तो आपके द्वारा बाजार में बेचा जा रहा कुल उत्पादन हमेशा नकद नहीं होता है आंशिक रूप से यह नकदी पर बेचा जाता है आंशिक रूप से इसे उधार पर बेचा जाता है इसलिए आपको बिक्री बजट के भीतर अब दूसरा बजट तैयार करना होगा कि बिक्री संग्रह बजट से कैसे निपटें इसका मतलब है कि हम उस बिक्री मूल्य को कैसे इकट्ठा करने जा रहे हैं जो नकद नहीं बल्कि उधार पर हैं इसलिए हमें उस बजट को भी तैयार करना होगा उदाहरण के लिए जनवरी की बिक्री से 60 प्रतिशत बिक्री नकद में थी 40 प्रतिशत उधार पर हैं तो हम संभावित खरीदारों को कितना उधार समयावधि दे रहे हैं शायद 1 महीने की उधार अवधि तो इसका मतलब है कि जनवरी के महीने के दौरान की गई उधार बिक्री फरवरी के अंत तक संग्रहणीय होगी और इसी तरह जो आप फरवरी में बेच रहे हैं उसका उधार हिस्सा मार्च में संग्रहणीय होगा इसलिए हमें यह देखना होगा कि हमारी बिक्री संग्रह की स्थिति क्या होगी ताकि अंत में उस जानकारी को नकद बजट में ले जाया जा सके इसलिए बिक्री बजट में बजट करने का पहला भाग है कि हम कितना बेचना चाहते हैं और हम नकदी पर कितना बेचना चाहते हैं हम उधार पर कितना बेचना चाहते हैं और अंत में आप उस बिक्री को कैसे इकट्ठा करेंगे जो उधार पर बेची जा रही हैं तो यह फिर से एक उप बिक्री और बिक्री संग्रह बजट है तो हम दो भागों में तैयार करेंगे सबसे पहले हम बिक्री बजट और फिर बिक्री संग्रह बजट तैयार करेंगे तो हमें कुल संग्रह का पता चल जाएगा फिर ख़रीद बजट आप केवल तभी बेच सकते हैं जब आप निर्माण करते हैं और विनिर्माण के लिए आपको कच्चे माल को खरीदने की आवश्यकता होती है क्योंकि कच्चे माल का कुल लागत में सबसे बड़ा घटक होता है जिसमें माल का उत्पादन किया जाना होता है इसका मतलब है कि उत्पाद की कुल लागत का 50 से 60 प्रतिशत घटक तो इसका मतलब है कि आपको एक व्यापक ख़रीद बजट तैयार करना होगा इसमें मासिक बजटीय उत्पादन आवश्यकताओं के अनुसार आप विस्तृत बजट तैयार करेंगे कि हम जनवरी में कितनी इकाइयों का उत्पादन करने जा रहे हैं हम फरवरी में कितना उत्पादन करने जा रहे हैं मार्च में हम कितना उत्पादन करने जा रहे हैं और इसके लिए कितनी ख़रीद की आवश्यकता है यह संभव हो सकता है कि गोदाम में हमारे साथ कुछ सामग्री पहले से ही उपलब्ध है सबसे पहले हम उसका उपयोग करेंगे और एक बार जब यह समाप्त होने वाला होगा तो हम ख़रीददारी के लिए जाएंगे इसलिए हमें यह योजना बनानी होगी कि मासिक आधार पर 3 महीने की अवधि में हम कितनी ख़रीददारी कर रहे हैं यह ख़रीद बजट का एक हिस्सा है और बजट प्रक्रिया का दूसरा हिस्सा ख़रीद संवितरण बजट है जैसे बिक्री बजट की जब हम योजना बनाते हैं कि हम बाजार में जो कुछ भी बेचने जा रहे हैं वह सब कुछ नकद बिक्री में नहीं होगा या सभी बिक्री नकदी पर आधारित नहीं होने जा रही हैं हमें उधार पर भी बेचना होगा क्योंकि नकदी पर हर समय व्यापार करना संभव नहीं है इसलिए आपको व्यापार को उधार पर भी करना होगा इसलिए यदि आप बाजार में अपने खरीदारों को ऋण देने का विचार कर रहे हैं या फर्म एक्स उस ऋण को देने के बारे में सोच रहा है तो बाजार में अपने ख़रीदार को उधार में बेच रहा है इसलिए समान फर्म फर्म एक्स को अपने आपूर्तिकर्ताओं से जो कि कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं से उधार सुविधा की उम्मीद करने का भी अधिकार है उदाहरण के लिए सुजुकी मोटर कारों का निर्माण कर रही है जब सुजुकी कारों का निर्माण कर रही है और फिर यह बाजार में व्यापारियों के माध्यम से अपनी कारों को बेच रही है बाजार में व्यापारी तंत्र को यह संभव हो सकता है कि सुजुकी अपने व्यापारियों को 30 दिनों का उधार दे रही हैजैसे कि आप उन कारों का ट्रक लोड लेते हैं आप उन्हें बाजार में बेचते हैं आपको 30 दिन की अवधि के बाद कारों के दिए गए ट्रक लोड के लिए भुगतान करना होगा आंशिक रूप से हो सकता है कि भुगतान का आधा हिस्सा आपको नकद पर देना पड़े मतलब है कि आधे स्टॉक को आप उधार पर ले सकते हैं और यह अगले 30 दिनों में संग्रहणीय होगा अब सुज़ुकी के पास यह अधिकार भी है कि यदि वे बाजार में उधार दे रहे हैं तो वे अपने आपूर्तिकर्ताओं से उधार की उम्मीद भी कर सकते हैं अब वे किस तरह के उधार की उम्मीद कर सकते हैं समान मारुति सुजुकी को विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की आवश्यकता होती है उन्हें स्टील की आवश्यकता होती है उन्हें टायर की आवश्यकता होती है उन्हें ट्यूब की आवश्यकता होती है उन्हें खिड़की के शीशे की आवश्यकता होती है उन्हें रबड़ की सामग्री की आवश्यकता होती है उन्हें कई अन्य चीजों की आवश्यकता होती है और वहां विभिन्न आपूर्ति कर्ता होते हैं इसलिए वे इस समझौते को कर सकते हैं कि आपसे इन 3 महीनों में हर महीने ये ख़रीददारी करेंगे और हमारी भुगतान शर्तें इस तरह होंगीजैसे 20 प्रतिशत नकद पर आपसे ख़रीददारी करेंगे शेष 80 प्रतिशत ख़रीद उधार पर होगी और उस उधार वाली ख़रीद के लिए भुगतान ख़रीददारी की तिथि के 30 दिन के बाद किया जाएगा इसलिए दोनों तरह से मतलब कि जब कंपनियां उधार देती हैं तो उन्हें बाजार से उधार की उम्मीद रखने का अधिकार होता है इसलिए बैलेंस शीट में आपने दो महत्वपूर्ण चीजें लेखा प्राप्य और देय लेखा देखा होगा लेखा प्राप्य उधार वाली बिक्री है जो भविष्य की किसी तारीख में एकत्र की जाएगी देय लेखा उधार का है मतलब की उधार ख़रीद जिसके लिए भुगतान भविष्य की किसी तारीख में किया जाएगा है ना तो आपको दो घटकों को तैयार करना होगा एक खरीदी बजट और दूसरा खरीदी संवितरण बजट है इसलिए हमें पता चलता है कि जनवरी के महीने में हम जो भी ख़रीद करने जा रहे हैं हमें उस सामग्री के लिए जनवरी के महीने में सभी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है आपको उसके एक हिस्से की व्यवस्था करनी है जिसमें 20 प्रतिशत ख़रीददारी का भुगतान करना है शेष 80 प्रतिशत के लिए जिसका आपको नकद में भुगतान करना है आपको 30 दिनों की अवधि मिलेगी इसलिए आप उस अवधि के दौरान धन की व्यवस्था कर सकते हैं और भुगतान कर सकते हैं इसके बाद तीसरा परिचालन खर्च बजट है सामग्री के अलावा भी जैसा कि मैंने पहले चर्चा की थी सामग्री के अलावामाल के अलावा आपको कई अन्य परिचालन खर्चों को उठाना होगा उदाहरण के लिए श्रम खर्च होते हैं कारखाना खर्च होता है आपके बिजली के खर्च होते हैं आपके पानी के खर्च होते हैं अन्य इनपुट जैसे कि तेल चिकनाई का खर्च होते हैं इसलिए इन सभी को परिचालन व्यय कहा जाता है आंशिक रूप से जो निश्चित हैं और आंशिक रूप से जो चर हैं ठीक है इसलिए इस परिचालन खर्च में हमें बजट को विस्तार से तैयार करना होगा उदाहरण के लिए जब आप बिजली के बारे में बात करते हैं आम तौर पर बिजली आपूर्ति कंपनियों या बोर्डों की तो वे हमारा वास्तविक उधार देते हैं या शायद आप इसे 1 महीने का स्वचालित उधार कह सकते हैं क्योंकि जब हम बिजली खरीदते हैं तो हम हर दिन शाम को भुगतान नहीं करते हैं हम 30 दिनों के लिए बिजली खरीदते हैं और 30 दिनों के बाद हमें कंपनी से बिल मिलता है और हम भुगतान करते हैं तो इसका मतलब है कि यह 30 दिनों का वास्तविक उधार है जो उपलब्ध है इसलिए हमें परवाह नहीं करनी पढ़ती हमें इस बात की चिंता नहीं करनी पढ़ती कि बिजली बिल का मतलब बिजली बिल के लिए धन कहाँ से आएगा इसी तरह आप कर्मचारियों के बारे में बात करते हैं हो सकता है कि श्रमिक वे शारीरिक श्रम वाले कर्मचारी हों या वे सफेदपोश कर्मचारी हों हम उनकी सेवाओं का आनंद लेते हैं और हम उन्हें 30 दिनों की अवधि के बाद भुगतान करते हैं तो यह स्वचालित सहज उधार ऐसे स्रोतों से उपलब्ध है जिसके लिए आपको कम से कम 30 दिनों की अवधि के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और 30 दिनों के बाद आपको भुगतान करना होगा इसलिए हमें पहले से पता होना चाहिए कि जनवरी के महीने के लिए कैसे जनवरी के महीने में कितना परिचालन खर्च देय है अगले महीने तक कितना बढ़ाया जा सकता है फरवरी और मार्च में भी ऐसा ही होता है इसलिए हमें सावधानीपूर्वक उप बजट और उप बजट दस्तावेजों को सब कुछ के लिए तैयार करना होगा फिर हम नकदी संग्रह बजट के बारे में बात करते हैं जैसा कि मैंने कहा कि बिक्री मूल्य एकत्र करना पड़ता है है ना इसलिए यह यहाँ लिखा गया है बिक्री के बजट के साथ ही बजट नकदी संग्रह तैयार करना सबसे आसान है क्योंकि हम जानते हैं कि हम आज बेच रहे हैं और हम 30 दिनों की उधार की अवधि देने जा रहे हैं इसलिए उधार के पन्ने बाली बिक्री जिसे हम 1 महीने में बना रहे हैं वे संग्रहणीय हैं अगले महीने में 30 दिनों के बाद संग्रहणीय हैं नकद संग्रह में वर्तमान महीनों की नकदी और पिछले महीनों की बिक्री की उधार बिक्री शामिल है क्योंकि इस महीने में भी हम आंशिक रूप से नकदी पर बेचने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि जनवरी के महीने में कुल नकदी नकदी की बिक्री से आ जाएगी और दिसंबर महीने की बिक्री से नकदी होगी जो जनवरी के महीने में संग्रहणीय होगी इसलिए हमें यह पता लगाना होगा कि जनवरी के महीने में हमारी नकदी संग्रह की स्थिति या बिक्री संग्रह की स्थिति क्या होगी तो इसे हम जानेंगे नकद संग्रहणी बजट तैयार करके इसी तरह ख़रीद बजट जब आप ख़रीद बजट तैयार करते हैं तो हम इस फ़ॉर्मूला को बजट ख़रीद पर लागू करते हैं आप कितनी योजना बनाने जा रहे हैं या आप कितनी ख़रीद करने जा रहे हैं उसे बजटीय ख़रीद या प्रत्याशित ख़रीद कहा जाता है और आप उस वांछित समाप्ति सामग्री की गणना कैसे कर सकते हैं वांछित समापन सामग्री और बिक्री में उपयोग आने वाले कच्चे माल की लागत उसमें शुरुआती सामग्री को घटाकर शुरुआती सामग्री को घटाकर इसलिए उदाहरण के लिए वांछित समापन सामग्री आप महीने के अंत में 100 इकाइयां रखना चाहते हैं जिसका उपयोग अगले महीने किया जाएगा इसलिए नंबर 1 आपको चाहिए कि 100 इकाइयों को स्टॉक में हर समय रखा जाए ताकि संयंत्र हमेशा काम करता रहे तब भी जब आपूर्तिकर्ता से सामग्री की आपूर्ति में किन्हीं कारणों से मामूली रुकावट हो यह कारण आपूर्ति श्रृंखला हो सकता है या शायद उस मामले में अन्य कारण आपका कार्यक्रम जारी रखने का मतलब है कि प्रक्रिया चलती रहे इसलिए हम हमेशा सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सुरक्षा स्टॉक रखते हैं तो हम उसे कितना रखना चाहते हैं यह निकालना होगा और साथ ही हम वर्तमान अवधि के लिए सामग्री का कितना उपयोग करना चाहते हैं उदाहरण के लिए हमें अब जनवरी के महीने में मौजूदा समय में उत्पादन के निर्माण के लिए 500 इकाइयों की आवश्यकता होगी तो अब कुल कितना है 100 को एक समापन स्टॉक के रूप में रखा जाना है 500 चालू महीने में उपयोग किया जाना है आपकी कुल आवश्यकता 600 इकाई कच्चे माल की है अब जैसा कि हम भविष्य के लिए कुछ सामग्री को बचाने जा रहे हैं इसी तरह पिछले महीने में भी हमने वर्तमान महीने की आवश्यकताओं के लिए वर्तमान महीने की आवश्यकताओं के लिए कुछ सामग्री को बचाया होगा और उस स्थिति में हम इसे घटा देंगे कि वर्तमान महीने के लिए हमारी आवश्यकता 600 इकाइयां है हमारी शुरुआती सामग्री100 इकाइयों की है तो वास्तव में हम कितना खरीदने जा रहे हैं सामग्री की 500 इकाइयाँ और प्रति इकाई लागत कितनी है इसलिए हम जानते हैं कि खरीदी बजट तैयार होगा हम ख़रीद की राशि जानना चाहते हैं और जिसे खरीदी बजट तैयार करके जाना जा सकता है फिर ख़रीद का संवितरण है अब यह यहाँ लिखा है इसे पढ़ें उदाहरण के लिए वर्तमान महीनों की ख़रीद का 50 प्रतिशत और पिछले महीनों की ख़रीद का 50 प्रतिशत शामिल किया जा सकता है तो इसका मतलब है कि आपूर्तिकर्ताओं के साथ हमारे नियम और शर्त बनाने जा रहे हैं कि वे जो भी आपूर्ति अंतिम उपयोगकर्ता को करते हैं या जो फर्म तैयार उत्पाद का निर्माण कर रही है उसका 50 प्रतिशत भुगतान चालू माह में किया जाएगा और 50 प्रतिशत अगले महीने के लिए स्थगित कर दिया जाएगा तो इसका मतलब है कि आपको चालू माह के भुगतान के केवल 50 प्रतिशत के लिए नकदी की व्यवस्था करनी होगी लेकिन पिछले महीनों के भुगतानों के 50 प्रतिशत के लिए नकद भी आवश्यक है इसलिए कुल मिलाकर आपको 100 प्रतिशत नकदी की व्यवस्था करनी होगी जो 1 महीने की ख़रीद आवश्यकताओं के बराबर है फिर कुल संवितरण का उपयोग तब नकद बजट तैयार करने में किया जाता है इसलिए नकद बजट में कुल बिक्री संग्रह की जानकारी भी जाएगी कुल ख़रीद खर्च की जानकारी भी जाएगीतो बिक्री जानकारी को हम क्रेडिट पक्ष में ख़रीद जानकारी को आप डेबिट पक्ष में डालते हैं और अंत में हम उन्हें संतुलित करते हैं और यहां सकल लाभ तक पहुंचते हैं अब परिचालन व्यय बजट बिक्री की मात्रा द्वारा संचालित खर्चों में बिक्री दलाली और कई वितरण व्यय परिचालन व्यय बजट शामिल हैं सही परिचालन व्यय वे निर्माण खर्चे है जोकि सामग्री के अलावा है और उसके बाद प्रशासनिक व्यय शामिल हैं जिसमें कार्यालय किराए के बारे में कर्मचारियों के वेतन के संदर्भ में लेखन सामग्री के बारे में फिर बिक्री और वितरण व्यय विपणन व्यय विज्ञापन व्यय वितरण व्यय है इसलिए इन सभी खर्चों को परिचालन खर्चों के तहत ले लिया जाएगा तो कुल कच्चे माल का बजट और परिचालन व्यय बजट का योग आपको कुल परिचालन बजट देगा अब अन्य खर्च बिक्री या अन्य लागत चालक गतिविधि से प्रभावित नहीं होते हैं और उन्हें उचित प्रासंगिक सीमाओं के भीतर निश्चित माना जाता है तो इसका मतलब है कि जब आप परिचालन खर्चों के बारे में बात करते हैं तो आपको उन्हें मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित करना होगा एक है निश्चित व्यय दूसरा परिवर्तनशील व्यय निश्चित व्यय आउटपुट या उत्पादन के एक निश्चित स्तर तक तय रहते हैं उदाहरण के लिए कार्यालय या कारखाने का परिसर होता है और कारखाने के दिए गए स्तर पर उत्पादन और बिक्री के दिए गए स्तर के लिए पर्याप्त होता है लेकिन हम चाहते हैं कि आप जो बिक्री बढ़ाना चाहते हैंउसके लिए आपको एक नया कारखाना जोड़ना पढ़े या शायद आपको नई क्षमता जोड़ने को पढ़े तो इसका मतलब है कि आपके तय खर्च भी बढ़ जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको अनुमान लगाना होगा कि कितना हिस्सा तय किया गया है इसी तरह आप कर्मचारियों की बात करते हैं स्थायी कर्मचारी हैं जो कंपनियों के कार्यालयों में काम करते हैं और वे स्थायी कर्मचारी हैं इसलिए आप बाजार में दी गई मात्रा पर खरीदते और बेचते हैं और बनाते और बेचते हैं लेकिन मतलब है कि अगर आप अधिक बिक्री करते हैं तो आपके स्थायी कर्मचारी वहीं बने रहेंगे यदि आप कम बेचते हैं तो भी आपके स्थायी कर्मचारी वहीं होने वाले हैं तो ये निश्चित खर्च हैं इसलिए आपको यह सोचना होगा कि मेरे निश्चित खर्च क्या हैं आपका उन पर कोई नियंत्रण नहीं है इसलिए इसका मतलब है कि हमें उन निश्चित खर्चों का अधिकतम उपयोग करने के लिए सावधान रहना होगा और परिवर्तनीय खर्च वे हमारे विनिर्माण और बिक्री के लक्ष्यों पर निर्भर करते हैं जितना अधिक आप उत्पादन और बिक्री करना चाहते हैं उतना ही आपको कच्चा माल खरीदना होगा और अन्य परिवर्तनीय खर्चों को करना होगा और आप अपने अनुसार निर्माण और बिक्री करना चाहते हैं तो आपको कच्चा माल खरीदना होगा और अन्य परिचालन खर्चों को उठाना होगा है ना इसलिए परिचालन व्यय बजट को निश्चित और परिवर्तनीय दोनों खर्चों के लिए तैयार करना होगा अब यहाँ परिचालन खर्चों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें निश्चित खर्च माना जाता है किराये कारखाने का किराया या कार्यालय परिसर या कुछ भी यह एक निश्चित है मूल्यह्रास क्योंकि मूल्यह्रास अचल संपत्तियों का वह हिस्सा है जो उस समय की निश्चित परिसंपत्तियों के उपयोग के कारण लागत पर लगता है बीमा यह लागत है जोकि आपके कारखाने को आपके कार्यालय आपके संयंत्र मशीनरी सब कुछ को सुनिश्चित करने के लिए आपको बीमा प्रीमियम का भुगतान करना होगा तो एक बार जब प्रीमियम का भुगतान किया जाता है तो एक निश्चित राशि होती है अब आप उस इमारत उस संयंत्र उस कारखाने का उपयोग करते हैं या आप इसका उपयोग नहीं करते हैं यह आपके ऊपर है इसी तरह कर्मचारियों का वेतन मैंने अभी आपको बताया था कि कर्मचारियों का वेतन अन्य निश्चित खर्च हैं यदि आप अधिक उत्पादन करते हैं और आप बाजार में अधिक बेचते हैं तो आप कर्मचारियों का और संगठनों में उनके योगदान का अधिकतम उपयोग कर रहे हैं लेकिन यदि आप उस स्तर तक काम करने में सक्षम नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आपके निश्चित खर्च बढ़ जाएंगे और वह आपकी लाभप्रदता को प्रभावित करेगा परिचालन खर्चों का वितरण अब परिचालन खर्चों के वितरण में भी हमें सोचना होगा कि इन परिचालन खर्चों का भुगतान कैसे किया जाए जैसा कि मैंने आपको वेतन पानी के बिल बिजली के बिलों के बारे में बताया तो वहां हमें 30 दिनों का सहज उधार मिलता है आपको उन भुगतानों के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको उन भुगतानों के लिए नकदी की व्यवस्था करने के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपका किराए के लिए होने वाला खर्च आप जनवरी महीने के लिए वेतन को ले सकते हैं जिसे आप फरवरी महीने में कहीं जाकर चुकाने वाले हैं तो जनवरी के पूरे महीने के लिए आपको नकदी की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है परिचालन व्यय का वितरण मान ले अब पिछले महीनों का 50 प्रतिशत है और इसमें मासिक मजदूरी और दलाली साथ ही विविध और किराए के खर्च शामिल हो सकते हैं तो परिचालन खर्चों का भुगतान करने की शर्तें क्या हैं वो कैसे क्योंकि निश्चित खर्च पहले से भुगतान किए गए हैं या हो सकता है कि उन्हें किसी दिए गए अंतराल पर भुगतान किया जाना है लेकिन विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से आने वाले विभिन्न इनपुटों की शर्तों और शर्तों के आधार पर परिवर्तनीय खर्चों में बदलाव होता है हमें परिवर्तनशील खर्चों के संवितरण की योजना बनानी होगी और तदनुसार हमें उसके लिए नकदी की व्यवस्था करनी होगी इसलिए हमें पहले से ही उस चीज़ के लिए भी बजट तैयार करना होगा और अंतिम परिणाम क्या होगा वह है बजट आय विवरण परिचालन बजट जैसा कि मैंने आपसे पहले ही चर्चा की है कि हम परिचालन बजट को तैयार करने जा रहे हैं जोकि बजटीय लाभ हानि खाता है हमने सब कुछ के लिए बजट तैयार किया था जो बिक्री बजट है बिक्री संग्रह बजट समापन स्टॉक बजट और बिक्री के इस स्तर और समापन स्टॉक के लिए जो खर्चे चाहिए वे हैं सामग्री मजदूरी ऊपरी खर्चे फिर निश्चित व्यय जैसे वेतन फिर किराया मूल्यह्रास ये सभी लाभ और हानि खाते के डेबिट पक्ष पर आ जाएंगे यह सभी बिक्री और आय की जानकारी क्रेडिट पक्ष पर आएगी और हम दोनों पक्षों को संतुलित करने का प्रयास करेंगे इसलिए यदि बिक्री क्रेडिट पक्ष डेबिट पक्ष से बड़ा है तो इसका मतलब है कि अगर बिक्री मूल्य बिक्री के लिए बेची जाने वाली वस्तुओं की लागत से अधिक है तो निश्चित रूप से अंतिम परिणाम सकल लाभ है और अंत में कर से पहले और कर के बाद शुद्ध लाभ लेकिन अगर यह इसके विपरीत है कि आपका डेबिट पक्ष क्रेडिट पक्ष से बड़ा है तो फर्म नुकसान की स्थिति में है इसलिए हम इसे पहले से जानना चाहते हैं कि फर्म को हमेशा लाभ की स्थिति में कैसे रखा जाए दिए गए लाभ के स्तर को प्राप्त करने के लिए कितना बिक्री करना आवश्यक है और बिक्री के उस स्तर को प्राप्त करने के लिए कितना परिचालन व्यय की आवश्यकता होती है तो अंतिम परिणाम एक समेकित विवरण के संदर्भ में होगा जिसमें एक पक्ष के सभी आय शामिल होंगे दूसरी तरफ सभी व्यय और शेष या तो लाभ या हानि होगी जिसे हम पहले से जानना चाहते हैं तो यह परिचालन बजट का उद्देश्य है और परिचालन बजट तैयार करके हम स्तर या उसी विवरण तक पहुंचते हैं जो परिचालन बजट तैयार करने के परिणामस्वरूप आता नकद बजट तैयार होने के बाद आय विवरण चक्रवृद्धि व्याज खर्च जोड़ने के बाद पूरा हो जाएगा तो इसका मतलब है जब आप बजटीय आय विवरण बना रही हैं संचालन के लिए बजटीय आय विवरण प्रबंधन के प्रदर्शन को आकलन करने के लिए एक मानदंड देता है तो इसका मतलब है कि इसमें दो तरह के खर्च परिचालन खर्च और वित्तीय खर्च शामिल हैं परिचालन व्यय कच्चे माल मजदूरी वेतन लेखन सामग्री मूल्यह्रास के कारण होते हैं ये सभी परिचालन व्यय हैं और इसके अलावा हमें वित्तीय व्यय भी करना पड़ता है आपने देखा होगा कि जब फर्म उन निधियों को उधार लेते हैं तो उन निधियों पर सेवा देते हैं वे उन निधियों का भुगतान समय समय पर करते हैं और कंपनियां उन उधार ली गई धनराशि पर ब्याज देती हैं जिन्हें वित्तीय व्यय कहा जाता है तो हमें उन वित्तीय खर्चों के लिए भी भुगतान करना होगा और कुल योग सभी परिचालन व्यय केवल व्यापार खाता में और निश्चित खर्चे लाभ और हानि खाते में होंगे और इसके अलावा लाभ और हानि खाते में निश्चित परिचालन खर्चों के अलावा हमें उन वित्तीय खर्चों के बारे में जानकारी शामिल करनी होगी जैसे उधार पर देने वाला ब्याज है और फिर यह आपको कुल व्यय विवरण देगा और परिचालन और वित्तीय लागत के संदर्भ में कुल व्यय की तुलना प्राप्त होने वाली अपेक्षित बिक्री से की जाएगी और शुद्ध परिणाम कर से पहले का शुद्ध लाभ और कर के बाद का शुद्ध लाभ होगा तो यह परिचालन बजट तैयार करने का अंतिम आखिरी परिणाम है इसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे कि वित्तीय बजट में क्या शामिल है वित्तीय बजट कैसे तैयार करें और वित्तीय बजट तैयार करने का अंतिम उद्देश्य क्या है और वे परिचालन बजट का समर्थन कैसे करते हैं इसलिए हम अगले भाग में बात करेंगे जो वित्तीय बजटों के बारे में है और जैसा कि मैंने आपके साथ पहले ही चर्चा की है कि वित्तीय बजट में दो बातें शामिल हैं जो कि नकदी बजट और बजटीय बैलेंस शीट है इसलिए हम विस्तार में नकद बजट भी तैयार करेंगे विभिन्न संगठनों के लिए बजटीय बैलेंस शीट भी तैयार करेंगे और इस तरह हम मास्टर बजट तैयार करने की पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में सक्षम होंगे इसलिए वित्तीय बजट अब परिचालन बजट के बाद वित्तीय बजट और वित्तीय बजट के पहले भाग में नकद बजट है तो नकद बजट क्या है अब यह यहाँ लिखा गया है नकद बजट में निम्नलिखित प्रमुख खंड हैं ये प्रमुख खंड कौन से हैं वित्तपोषण से पहले उपलब्ध कुल नकदी क्योंकि वे फर्म के पास वित्त के विभिन्न स्रोत हैं वित्त के आंतरिक स्रोत वित्त के बाहरी स्रोत वित्त के आंतरिक स्रोत मूल रूप से भंडार और अधिशेषों से हैं जिसका अर्थ है कि बचाई गई कमाई से बना है जो शेयरधारकों को लाभांश के रूप में वितरित नहीं किया गया है लाभ का वह हिस्सा व्यवसाय में वापस पुनर्निवेशित किया जाता है जिसे फर्म की पूंजी में जोड़ा जाता है इतना नकद हमारे पास पहले से ही उपलब्ध है और शेष नकदी आवश्यकताओं के लिए तो हमें यह सोचना होगा कि शेष नकदी कहां से आएगी इसलिए यदि आपने अग्रिम रूप से नकद बजट तैयार किया है तो हम पहले से ही यह जानते हैं कि जनवरी के महीने के लिए कुल नकद आवश्यकता कितनी है आंतरिक परिचालन से आंतरिक रूप से कितना नकद पैदा किया जा सकेगा और कितनी अधिक नकदी की आवश्यकता होगी विभिन्न स्रोतों से उधार लेने के लिए यदि यह जानकारी हमारे पास पहले से उपलब्ध है तो समस्या क्या है केवल नकदी की आवश्यकता या वित्तीय आवश्यकताओं के लिए इसका मतलब है फर्म का संचालन प्रभावित नहीं होगा फिर नकद संवितरण आता है कितना नकद उपलब्ध है हमें कितना संवितरण करना है और न्यूनतम नकदी शेष क्या है जिसे हम बरकरार रखना चाहते हैं हमारे पास कितना है हमारे पास जनवरी की शुरुआत में कितना है हमें कितना भुगतान करना है हम जनवरी के महीने में अलग अलग हितधारकों को कितना भुगतान करना चाहते हैं और हम जनवरी के महीने के अंत में समापन नकदी के रूप में कितना रखना चाहते हैं इन तीनों चीजों का आकलन करना आवश्यक है और फिर इस जानकारी पर आधारित आपकी वित्तपोषण आवश्यकताओं का पता लगाया जाएगा इस आकलन के आधार पर आपकी वित्तपोषण आवश्यकताओं पर काम किया जाएगा और अब हम देखेंगे कि सब खत्म होने के बाद या पूर्ण मात्रा में नकदी की आवश्यकता के बाद जो जनवरी के महीने में आवश्यक है जबकि हमें पहले से ही पता है कि हमारे पास अभी कितनी नकदी है कितनी आवश्यक है इसलिए अंतर को आसानी से भरा जा सकता है बाहरी स्रोतों से बाजार से धन उधार लेकर पूरा किया जा सकता है हम बैंकों से उधार ले सकते हैं हम अन्य स्रोतों से वाणिज्यिक पत्र के माध्यम से फैक्टरिंग और अन्य प्रकार की चीजों से उधार ले सकते हैं तो इसका मतलब है कि अगर हम पहले से जानते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है तो निश्चित रूप से हम अधिक सुविधाजनक स्थिति में होंगे और अब आप उस स्थिति को देखें जहां उदाहरण के लिए नकद बजट उपलब्ध नहीं है इसलिए हमें नहीं पता कि हम इस महीने में कितना भुगतान करने वाले हैं और इस महीने हम कितना प्राप्त करने जा रहे हैं हमारे कुल प्राप्तियों की स्थिति क्या है कुल भुगतानों की स्थिति क्या है और नकदी का शुद्ध परिणाम क्या है और नकदी की कमी होती हैतो अगर आप बाहर से नकदी का प्रबंध करने की कोशिश करते हैं यह संभव नहीं हो पाता तो बजट पूर्व अनुमान हैं या दिशा निर्देश हैं जिन पर हमें चलना है और अंत में नकदी शेष है हम कितना रखना चाहते हैं जैसे कि माल सामग्री है वैसे ही नकदी है सामग्री माल सामग्री की सूची है और नकदी नकदी की एक सूची है लेकिन कार्य प्रदर्शन समान है प्रक्रिया समान है कि हम देखते हैं कि कितना उपलब्ध है हमें बाजार से कितना जुटाने की आवश्यकता है और हम समापन शेष के रूप में रखने के लिए कितना चाहते हैं तो नकद बजट की आवश्यकता बहुत साफ है बहुत स्पष्ट है तो वित्त से पहले उपलब्ध कुल नकदी वित्तपोषण से पहले उपलब्ध कुल नकदी शुरुआती नकद राशि और नकद प्राप्तियों के बराबर है जनवरी के इस महीने में हमारे पास हमारे बैंक खाते में कितनी नकदी है और पिछले महीनों की बिक्री से नकद प्राप्तियां कितनी है उधार बिक्री जो हम करने जा रहे हैं वह यह नकद बजट तैयार करके उसकी जानकारी से होगी फिर नकद प्राप्तियां ग्राहक के खातों से प्राप्तियों के संग्रह और नकदी अन्य परिचालन आय स्रोतों पर निर्भर होती है तो इसका मतलब है कि नकदी के कुल संसाधनों की पहचान की जानी चाहिए ताकि हम जानना चाहते हैं कि जनवरी के महीने में नकदी की कमी होने वाली है या हम जनवरी के महीने में नकद अधिशेष होने जा रहा हैं यह दोनों चीजों को ध्यान में रखना है और एक बार जब हम सभी चीजों को पहले से जान लेते हैं तो जीवन आसान हो जाता है कुछ लागत और व्यय के लिए संवितरण किश्तों भुगतान बंधक भुगतान किराए पट्टों और विविध वस्तुओं के लिए अनुबंध की शर्तों पर निर्भर करता है तो जब हमें कच्चे माल के लिए भुगतान करना है वेतन और वेतन के लिए उधार शर्तें क्या है पानी और बिजली के लिए उधार शर्तें क्या हैं इसी तरह से पट्टों बंधक भुगतान ब्याज भुगतान के लिए उधार शर्तें क्या हैं इन विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के नियम और शर्तें क्या हैं हमें उसी के अनुसार चलना होगा और इन सभी नियमों और शर्तों के अनुसार हम नकद बजट तैयार करेंगे अन्य संवितरणों में अचल संपत्तियों लंबी अवधि के निवेश लाभांश और इसी तरह के शामिल है तो इसका मतलब है कि जनवरी के महीने में किए जाने वाले कुल भुगतान का हमें पहले से आकलन करना होगा जनवरी के महीने में प्राप्त होने वाली कुल प्राप्तियां का हमें पहले से आकलन करना है और हमें शुद्ध अतिशेष का पता लगाने की कोशिश करनी होगी अब नकद बजट जो खरीदी के लिए नकद संवितरण है आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दी गई उधार शर्तों और खरीदारों के बिल भुगतान की आदतों पर निर्भर करता है तो इसका मतलब यह होगा कि हम समय पर भुगतान करना चाहते हैं जब नियत तारीख आती है हम भुगतान में देरी नहीं करते हैं और यह देय तिथि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दी गई शर्तों के अनुसार आएगी तो इसका मतलब फिर से नकद बजट में है आप जानते हैं कितना आवश्यक है वहाँ कितना आता है कितना इस्तेमाल होने जा रहा है और कितना समापन शेष है कुल वेतन भुगतान मजदूरी वेतन कमीशन की शर्तों और वेतन भुगतान की तारीखों पर निर्भर करते हैं हम यह जानते हैं कि हमें 30 दिनों का वास्तविक उधार मिलता है इसलिए हमें जनवरी के महीने के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वेतन और मजदूरी का भुगतान फरवरी के महीने में किया जाएगा इसलिए इस उद्देश्य के लिए किसी नकदी की आवश्यकता नहीं है और अंत में प्रबंधन नकद बजट व्यवसाय की प्रकृति और उधार की आवश्यकताओं के आधार पर वांछित न्यूनतम नकदी शेष निर्धारित करता है हम हमेशा अतिरिक्त सामग्री को पसंद करते हैं हम नकदी के सुरक्षा स्टॉक को भी रखते हैं हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि नकदी का अधिकांश हिस्सा हमेशा रहेगा न्यूनतम नकदी शेष हमेशा रहेगा और फिर हर माह के अन्य खर्चे के लिए नकदी की आवश्यकता होती है इसलिए कुल नकद आवश्यकताओं कहां हमें पता लगाना होगा और यह नकदी बजट तैयार करके संभव है अगली बात यह है कि वित्तपोषण की जरूरतें इस बात पर निर्भर करती हैं कि उपलब्ध कुल नकदी की कुल नकदी की जरूरत से तुलना कैसे की जाती है मतलब आपको कितना चाहिए आपको 10000 रुपये की आवश्यकता है आपके पास कितना है 5000 रुपये तो आप पहले से जानते हैं कि हमें 5000 रुपये उधार लेने की आवश्यकता है तो आप उस स्रोत की भी पहचान कर पाएंगे जहाँ से हम उधार लेंगे जब हम उधार लेंगे उस पर कितना ब्याज देना होगा और विभिन्न स्रोतों से धन उधार लेने का सबसे आसान सबसे आरामदायक स्रोत क्या है तो इसका मतलब है कि सब कुछ पहले से तैयार है और हमने फर्म में एक उचित तरलता की स्थिति बनाए रखी है इसलिए हम केवल तरलता की वजह से या नकदी की उपलब्धता की कमी के कारण फर्म के संचालन को रोकने नहीं जा रहे हैं हम यह जानते हैं कि हमने जनवरी के महीने के लिए एक व्यापक नकद बजट तैयार किया है और हम पहले से जानते हैं कि हम इस घाटे की स्थिति में या अधिशेष की स्थिति में होने जा रहे हैं आवश्यकताओं में संवितरण और वांछित समाप्ति नकदी शेष शामिल हैं तो समाप्त नकदी शेष की गणना के लिए आपको यहां क्या करना है समाप्ति नकदी शेष वित्तपोषण से पहले उपलब्ध नकदी और उसमें से सकल वितरण को घटा कर जो आए उस के बराबर है संवितरण के लिए हम वित्तपोषण को जमा करके जनवरी में बनाना चाहते हैं तो कितना उपलब्ध है कितना उधार लेना पड़ता है और कितना भुगतान करना पड़ता है यह हमें स्पष्ट रूप से ज्ञात है और इसलिए नकदी बजट की आवश्यकता बहुत स्पष्ट है यह हमें यह भी बताता है कि नकद बजट तैयार करने और संगठन के मामलों को सुचारु रूप से चलाने के लिए यह कितना उपयोगी है जो वास्तव में महत्वपूर्ण आवश्यकता है वित्तपोषण से नकद या तो सकारात्मक या नकारात्मक साधन हो सकता है क्योंकि हमें यह जानना होगा कि क्या हम जनवरी के महीने में एक अधिशेष नकद अधिशेष कंपनी बनने जा रहे हैं या नकद घाटा कंपनी और क्या भुगतान प्राप्तियों से अधिक होने जा रहे हैं निश्चित रूप से हमें नकदी उधार लेने की आवश्यकता है लेकिन यह इसके विपरीत भी हो सकता है वहां आपकी प्राप्तियां आपके द्वारा किए जा रहे भुगतानों से अधिक होने वाली हैं इसलिए आपको उस नकदी के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको नकदी के मामले में कुछ भी उधार लेना नहीं है अब अंत में हम किसी के बारे में बात करते हैं जो बजटीय बैलेंस शीट है जब नकद प्रवाह विवरण तैयार है नकद बजट तैयार है हमारा परिचालन बजट तैयार है तो अब अंतिम काम क्या होना है वित्तीय बजट का अंतिम परिणाम बजटीय बैलेंस शीट है जब आप बजट बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो हम बजट बैलेंस शीट में क्या करते हैं हमें अब हमें इस बैलेंस शीट को तैयार करना है तो लाभ और हानि खाते की तरह यहां हम बजटीय बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं आप बजटीय बैलेंस शीट और बैलेंस शीट बजट के प्रारूप को जानते होंगे तो इसका मतलब है इस मामले में आप यहां बैलेंस शीट तैयार करते हैं यानी बजट बैलेंस शीट और इस पक्ष में हम पूंजी और देनदारियां ले रहे हैं यहां यह राशि है यहां यह संपत्ति है और यह राशि है आपको यहां भूमि संयंत्र मशीनरी भवन फर्नीचर और अन्य अचल संपत्तियां डालने की जरूरत है फिर आपको सामग्री जैसी मौजूदा परिसंपत्तियों का आकलन करना है फिर आपके प्राप्य खाते हैं और फिर आपके पहले से भुगतान किए हुए खर्च हैं और फिर आपको नकदी को नकदी के रूप में रखने के लिए जाना है इस प्रकार यह सब हमें बैलेंस शीट तैयार करने में मदद करेगी और अब कुल आवश्यकताएं जो हमने यहां दिखाई हैं कि हमें भूमि संयंत्र भवन मशीनरी फर्नीचर और अन्य अचल संपत्तियों की कितनी आवश्यकता है हमें सामग्री उधार बिक्री पहले से भुगतान किए हुए खर्च और नकदी के संदर्भ में कितना निवेश करने की आवश्यकता है अब आपको उस स्रोत को उपलब्ध कराना होगा जहां से धन आएगा पहले एक शेयर पूंजी है शायद प्रोत्साहको के योगदान या यह दूसरे शेयरधारकों से आ रहा है शायद अगर यह एक बड़ी कंपनी है तो कंपनियां आईपीओ के साथ बाहर आती हैं और आईपीओ के माध्यम से बाजार में स्टॉक बेचती हैं और फिर लोग शेयरों की सदस्यता लेते हैं जोकि अंत में शेयर पूंजी बन जाती है साथ ही उसके आती है बरकरार रखी गई कमाई जब आप लाभ और हानि खाते की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम उस लाभ पर काम कर रहे होते हैं जहां लाभ का आंशिक रूप से उपयोग किया जाना होता है उनके लाभ का उपयोग लाभांश का भुगतान करने के लिए किया जाता है और आंशिक रूप से व्यवसाय में वापस लाया जाता है जो कि बरकरार रखी गई कमाई के रूप में भंडार और अधिशेष बन जाता है एक बार जब उनकी शेयर पूंजी ज्ञात होती है और यह पक्ष अभी भी बहुत बड़ा है तो अब आपको वित्तपोषण के दूसरे स्रोत के लिए जाना होगा और यह दीर्घकालिक ऋण या बाजार से उधार लेने के संदर्भ में है तो यह कुल स्रोत है बाजार से उधार लिए जाने वाले दीर्घकालिक ऋण और फिर कुछ धनराशि वर्तमान देनदारियों या सहज वित्त के रूप में उपलब्ध होगी उदाहरण के लिए देय बिल अब आपने उधार पर खरीदा है और जनवरी की आवश्यकता क्या है हम जनवरी के महीने में उस पूरी राशि का भुगतान नहीं करेंगे तो शेष राशि जो हर बिल के महीने में भुगतान की जाएगी वह बिल देय के रूप में हो जाएगी इसे वित्त का एक सहज स्रोत कहा जाता है कभी कभी हम खरीदारों से अग्रिम जमा प्राप्त करते हैं इसलिए जब वे हमें अग्रिम भुगतान करने जा रहे हैं उसके बाद हम उत्पाद देने जा रहे हैं इसलिए हम उनकी नकदी का उपयोग करने जा रहे हैं और नकदी का उपयोग करके उत्पाद का निर्माण करने जा रहे हैं और अंत में उन्हें माल और सेवाओं को वितरित कर रहे हैं तो यह एक और स्रोत है इसलिए इस पक्ष को हमें पहले से जानना होगा मासिक बैलेंस शीट तैयार करना होगा या हो सकता है कि त्रैमासिक बैलेंस शीट जोकि यह दर्शाए कि 3 महीने के अंत में बैलेंस शीट की स्थिति क्या होगी यह ध्यान में लेकर कि अचल संपत्तियों की आवश्यकता वर्तमान संपत्तियों की आवश्यकता और फिर अग्रिम रूप से यह पता लगा कर कि कुल देनदारियों और पूंजी से कितनी धनराशि उपलब्ध होगी जो देयताएं दीर्घकालिक देयताएं हैं लंबी अवधि के स्रोतों से उधार लेना है देय बिलों के संदर्भ में वर्तमान देनदारियां अग्रवर्ती जमा और अन्य कई चीजें और फिर शेयर पूंजी जो वित्त का आंतरिक स्रोत है इसलिए हम इसे पहले से जानते हैं कि 3 महीने के अंत में या दी गई तिमाही के अंत में कंपनी की वित्तीय स्थिति क्या होने वाली है इसलिए यह अब तक मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए मुझे आशा है कि आप इस बारे में स्पष्ट हैं कि बजटीय प्रक्रिया की भूमिका क्या है हम बजट लाभ और हानि खाते और बजटीय बैलेंस शीट को तैयार करते हैं अब अगले भाग मैं जिसके बारे में बात करेंगे वह है लाभ और हानि खाते की तैयारी के लिए और परिचालन बजट और पूर्व अनुमानित परिचालन बजट के अंतिम विवरण के लिए जोकि लाभ और हानि खाता है जिसके लिए हमें बिक्री की आवश्यकता है तो बिक्री बजट के लिए कैसे जाएं बिक्री की आवश्यक राशि के आकलन के लिए ध्यान में रखने के लिए महत्वपूर्ण कारक क्या हैं और बिक्री पूर्वानुमान बाजार और मांग सर्वेक्षण बाजार और मांग विश्लेषण की भूमिका क्या है यह सब आवश्यक है ताकि आपको उस बिक्री की कुल मात्रा का पता चल सके जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैंसही है ना यह सब हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे